फ्लक्स सीमा स्थितियों के साथ एक आयत पर लाप्लास समीकरण तो पिछले वीडियो में मैंने देखा है कि एक आयताकार डोमेन में लाप्लास समीकरण को कैसे हल किया जाता है जिसमें सीमा की स्थिति डाइरिचलेट स्थितियां होती हैं जिसका अर्थ है कि यदि आप प्लेट समस्या को देखते हैं तो आप एक मॉडल के रूप में प्रदान करते हैं प्लेट को शुरू में कुछ तापमान पर गर्म किया जाता है और यदि आपके पास प्लेट की सीमा निश्चित तापमान पर रखी जाती है तो प्लेट की स्थिर अवस्था का तापमान क्या है इसकी गणना इस सीमा मूल्य समस्या के समाधान के रूप में की जा सकती है इसलिए हमने यही देखा है आज हम उसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं हम लैपलेस समीकरण के समाधानों को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें सीमा की स्थिति न्यूमैन प्रकार की होती है जिसका अर्थ है कि आप फ्लक्स की स्थिति देते हैं इसलिए एक बार गर्म प्लेट स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है और यदि प्लेटों की सीमा इंसुलेटर होती है तो आप कहते हैं कि यह एक अच्छी तरह से सामने आई समस्या हैइसलिए आप प्लेट के अंदर तापमान के स्थिर स्टेट वितरण को पा सकते हैं आप इस समस्या को हल करके पता लगा सकते हैं तो एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या होने का मतलब है मान लीजिए कि आप निर्देशांक 00 a0 0b तथा ab के साथ एक प्लेट पर विचार करते हैं और हम ∂u∂yx0f1 ∂u∂xayg2 ∂u∂yxbf2प्रदान कर रहे हैं और ∂u∂x0yg1 सीमा डेटा के रूप में मान लीजिए f1 f2और g1 g2 शून्य हैं जिसका अर्थ है कि प्लेट के लिए सीमा के चारों ओर इंसुलेट रहता है जिसका अर्थ है कि इस सीमा से कोई गर्मी बाहर नहीं जा रही है इसलिए यदि आप वास्तव में एक स्थिर अवस्था चाहते हैं तो बाहर जाने वाली या अंदर आने वाली शुद्ध गर्मी शून्य होनी चाहिए उस स्थिति में आप स्थिर अवस्था तक पहुंच सकते हैं अन्यथा यदि नेट फ्लक्स के अंदर कुछ गर्मी लगातार आ रही है जो गैर शून्य है इसलिए यह कभी नहीं होगी स्थिर अवस्था में पहुँचें इसलिए यदि आप स्थिर अवस्था चाहते हैं तो जो कुछ भी आता है वह बाहर जाना चाहिए उदाहरण के लिए g1 प्लेट की बाईं सीमा से प्रवेश कर रहा है इसलिए g2 दाईं ओर से बाहर जाना चाहिए g1 इतना है कि शुद्ध मान शून्य है इसलिए यदि आप प्लेट की सीमा B कहते हैंतो ∂u∂n⏟B0है यानी कि सामान्य डेरिवेटिव शून्य होना चाहिए यदि आप एक समाधान करना चाहते हैं यह एक आवश्यक शर्त है तो हम पहले यह दिखाएंगे कि यह आवश्यक शर्तें हमेशा सत्य होती हैं इसलिए इसके लिए आइए हम uxy और vxy को लैपलेस समीकरण के दो समाधान मानें लाप्लास समीकरण uxxuyy0हैतो आप सामान्य डोमेन D के लिए ग्रीन के सूत्र Green's formula लिख सकते हैं सीमा B के साथ जो कि ∬dxdyv∂u∂n u∂v∂ndb है हम देख सकते हैं कि vxy1 यह लैपलेस समीकरण को संतुष्ट करता है और uxy को हमेशा की तरह समाधान होने दें तो अगर आप ऊपर vxy को ग्रीन के सूत्रgreen's formula में डालते हैं तो आप 0 1∂u∂n u0db प्राप्त करेंगे तो यह और कुछ नहीं बल्कि ∂u∂ndb 0 है जहां b इस वक्र की पैरामीटर है इसलिए यदि आप न्यूमैन डेटा के साथ इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो प्रभावी प्रवाह शून्य होना चाहिए यह इसका अर्थ है अब हम इस आयताकार प्लेट समस्या पर विचार करेंगे जिसे हम तीन पक्षों को अछूता मानते हैं और दूसरी तरफ हम इसे कुछ प्रवाह की अनुमति देते हैं लेकिन वह प्रवाह इस तरह से होना चाहिए कि इंटीग्रल शून्य होना चाहिए तो सीमा मान समस्या परिभाषा इस प्रकार है uxxuyy0 xy∈D जहां D आयताकार डोमेन है अब आपके पास सीमा शर्तों के रूप में uy 0 हैप्लेट के नीचे और ऊपर के भाग पर ux 0है बाईं ओर और uxg2 प्लेट के दाईं ओर अब अंत र्निहित धारणा है यदि uxyसमाधान है तो जरूरी है कि∂u∂ndb 0सीमा होना चाहिए तो यह जरूरी शर्त है यानी डेटा जो भी हो f1 f2 g1 और g2 सीमा पर उनका इंटीग्रल शून्य होना चाहिए अब अगर f1 f2 g1और g2 सभी गैर शून्य हैं तो आप उन्हें चार समस्याओं में तोड़ते हैं और प्रत्येक समस्या में आप उपरोक्त तीन सीमा शर्तों को लेते हैं शून्य एक गैर शून्य सीमा शर्त के साथ आप u1xyकहते हैं और उस तरह आपu2xy u3xy और u4x y बनाते हैं समस्याएं और फिर गठबंधन करते हैं एक बार जब आप उनमें से एक को हल कर लेते हैं तो शेष तीन समान होते हैं तो आप समाधान प्राप्त करने के लिए उन सभी को मिलाते हैं लेकिन अब हम केवल एक सीमा शर्त uxg2 को शून्य के रूप में चुनते हैं इसलिए आप वास्तव में इसे तोड़ नहीं सकते हैं आप इसे केवल तभी तोड़ सकते हैं यदि 0bg2 0 आवश्यक शर्त को पूरा करता है तो शून्य सीमा की स्थिति यदि आपके पास है तो केवल आप स्टर्म लिउविल समस्या को निकाल सकते हैं और फिर वेरिएबल्स को अलग करके हल कर सकते हैं जो कि विचार है तो फिर से लाप्लास समीकरण की सीमा की स्थिति ux 0y0 ux ayg2 uy x00और uy xb0 इसलिए मेरे पास दो विपरीत शून्य सीमा की स्थिति है इसलिए यह समस्या ठीक हो जाएगी तो 0bg2 0 तभी आप स्थिर स्थिति समाधान पा सकते हैं तो समाधान अब हम चरों को अलग करके काम कर सकते हैं जो कि मानक तकनीक है तो मान लें कि uxyXxY≠0 समाधान है जिसे आप लाप्लास समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो आपके पास XxYXxY0 है जिसे आप uxyXxY से विभाजित करते हैं तो आपको मिलेगा XxXYY यह तब तक समान नहीं हो सकता जब तक कि वे स्थिर न हों इसलिए स्थिरांक को होने दें अब लैपलेस समीकरण दो साधारण डिफरेंशियल समीकरण बन जाता है जैसे कि पहले वाला वीडियो ताकि आपके पास XxλXx0 हो 0xa केलिए और अब दूसरे समीकरण के लिए आपके पास Yy λYy0 0yb के लिए और सीमा शर्तों uy x0XxY00और uy xbXxYb0 के साथजिसका अर्थ है Y00 और Yb0 तो आपके पास इस स्टॉर्म लाइवली समस्या के लिए डेरिवेटिव शून्य है और आप यह पहले से ही स्वयं एडज्वाइंट के रूप में हैं ताकि आप डॉट प्रोडक्ट को ΦѰ ∶ 0bΦѰdy रूप में परिभाषित कर सकें तो एक बार इस आप देख सकते हैं कि रियल है इसलिए λ 2या λ 0या λ 2 है μ0 के साथ इसलिए हमें λ 2 लेते हैं इसलिए समीकरण Yy 2Yy0 हो जाता है ODE का सामान्य समाधान Yyc1eμyc2e μy यह है तो अब अगर आप Y00 लागू करते हैं तो यह मुझे c1c2 दे देंगे तो सामान्य समाधान हो जाता है Yy2c1cosh μy 0 अब आप Yb0 लागू करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 2μc1sinh μb 0 मिलता है और μb ≠0 और μ0 जिसका अर्थ है c10 और चूंकि c1c2 Yy0 इसलिए λ2 एक आईगन मूल्य नहीं है लेकिन λ 0 एक आईगन मूल्य है तो आप Yy0 के लिए सामान्य समाधान खोजने से देख सकते है Yyc1yc2 तो Y00 मुझे c10 दे देंगे अब Yb0 यदि आप ऐसा करते हैं तो c2 मनमाना हो सकता है इसलिए इसका अर्थ है कि आपके पास एक गैर शून्य समाधान है इसलिए λ0 एक आईगन मूल्य है और संबंधित आईगन फंक्शन 1 है जो केवल c21 लेता है अब आप λ 2 को देखते हैं यह भाग मुझे Yyc1cos μy c2sin μy रूप में सामान्य समाधान देगा अब Y00 मुझे c20 देगाऔर Yyc1cos μy सामान्य हल बन जाता है अब Yb0 मुझे μc1sin μb 0देगा तो μ≠0 है और यदि आप एक गैर शून्य समाधान चाहते हैं तो फिर sin μb 0 इसलिए यह कुछ μ0 मान के लिए संभव है इसलिए μnπb जहां n 1 2 3 से आगे है

इसलिए XnxAnenπbxBne nπbx उपरोक्त ODE का एक सामान्य हल है अब unxyXnxYny मात्र AnenπbxBne nπbxcos nπby है तो Yny में मैं कुछ अन्य स्थिरांक शामिल cn कर सकती हूं तो Ancn एक मनमाना स्थिरांक होगा और Bncn एक और मनमाना स्थिरांक होगा वैसे भी दो मनमाना स्थिरांक होंगे इस तरह आप cn 1 पर विचार कर सकते हैं प्रत्येक n के लिए तो अब आप इन सभी समाधानों को अपने समाधान के रूप में सुपरिंपोज कर सकते हैं जो कि uxyn0unxy है जो लैपलेस समीकरण और सीमा शर्तों Y0 0 और Yb0को संतुष्ट कर रहा है अब हम ux 0y0 और ux ayg2की सीमा शर्तें लागू करते हैं An और Bnखोजने के लिए तो पहले ux 0y0 लागू करें यह मुझे n0nπbAn Bncos nπby 0 अब आप दोनों पक्षों को उन आईगन फंक्शन के साथ एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यह देखने के लिए कि nπbAn Bn0 है तो यह प्रत्येक n 0 1 2 3 के बाद के लिए सच है तो क्या होता है जब n0 है An Bn मनमाना हो सकता है इसलिए A0 B0 को शून्य होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसका अर्थ है AnBn के लिए n 1 2 3 से आगे है क्योंकि जब आप n0 डालते हैंतो An और Bn कुछ भी सही हो सकता है इसलिए आपको जो मिलता है वह uxyA0B02n1Ancosh nπbx cos nπby है तो अब आपका हल uxyc02n1Ancosh nπbx cos nπby हो जाता है क्योंकि अब आप सीमा शर्त ux ayg2 लागू करते हैं तो यह मुझे c0n12Annπbsinh nπba cos nπby g2देगा

अब स्थिरांक c0 और 2Annπbsinh nπba इस आईगन फंक्शन cos nπby से प्राप्त किया जा सकता है n अब 0 1 2 3 से आगे चल रहा है अब n0 के लिएआईगन फंक्शन एक है इस आईगन फंक्शन को दोनों तरफ से गुणा करें और 0 bसे इंटीग्रेट करें आपको bc00bg2 प्राप्त होगा इसलिए c01b0bg2 है अब हम 0bg20 जानते हैं ताकि c0 0 को स्थिर अवस्था में रखा जा सके Now taking the dot product with the eigenfunction for n running from 1 2 3 onwards you will get 2Annπbsinh nπba 0bg2cos nπby dy0bnπby dy then solving the denominator will give me 0bnπby dyb2 therefore An1nπsinh nπba 0bg2cos nπby dy अब n के लिए 1 2 3 के बाद से आईगन फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से आपको 2Annπbsinh nπba 0bg2cos nπby dy0bnπby dy प्राप्त होगा तो हर को हल करने पर मुझे 0bnπby dyb2 प्राप्त होगा इसलिए An1nπsinh nπba 0bg2cos nπby dy है

तो आवश्यक समाधान जो सभी सीमा शर्तों को संतुष्ट करता है वह है uxyc02n1Ancosh nπbx cos nπby है c00 के साथ और आपके पास An है जैसा कि ऊपर गणना की गई है इस प्रकार आप लैपलेस समीकरण के लिए न्यूमैन डेटा सीमा की स्थिति को ठीक कर सकते हैं तो लाप्लास समीकरण के लिए गणितीय समस्या के रूप में यदि आपको न्यूमैन डेटा दिया जाता है तो आपको यह देखने की ज़रूरत है कि आवश्यक शर्त को सबसे पहले सत्यापित किया गया है जो न्यूमैन सीमा डेटा पर इंटीग्रल शून्य होना चाहिए तो आपके पास समाधान होगा अन्यथा आप समाधान ठीक से निकालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं तो एक शारीरिक समस्या के रूप में जिसे हमने देखा है तीन सीमाओं वाली गर्म प्लेट केवल एक को इन्सुलेट नहीं करती है जो कि फ्लक्स है जिसका अर्थ है कि सीमा गर्मी का कुछ हिस्सा आ रहा है सीमा के कुछ हिस्से में गर्मी बाहर जा रही है ताकि वह इंटीग्रल 0bg20का अर्थ है तो नेट फ्लक्स शून्य है जिसका मतलब है कि आने वाली गर्मी की शुद्ध मात्रा उसी सीमा से बाहर जाने वाली गर्मी की शुद्ध मात्रा के समान होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि तभी यह प्लेट के स्थिर स्टेट तापमान तक पहुंच जाएगा यह इस समस्या का समाधान होगा ताकि परिवर्तनीय विधि को अलग करने के लिए आप इसे लागू कर सकें और इसे ठीक कर सकें तो यह है कि हम दो चरों में लैपलेस समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं और हम वहां देखेंगे तो हमने जो देखा है वह आयताकार कार्टेशियन के लिए है जो इसे आयताकार डोमेन जैसे सरल डोमेन पर समन्वयित करता है हम इस कार्टेशियन को ऑर्डिनेट का उपयोग कर सकते हैं और काम कर सकते हैं चरों को अलग करके हम कुछ अन्य डोमेन जैसे सर्कुलर डोमेन सर्कल आंतरिक सर्कल बाहरी सर्कुलर डोमेन भी काम कर सकते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे कि घुमावदार डोमेन जैसे गोलाकार डोमेन में लैपलेस समीकरण के समाधान कैसे खोजें सर्कुलर मूल रूप से गोलाकार हम ध्रुवीय समन्वय का उपयोग करेंगे